हमने देखा है कि विस्कस डंपिंग का उपयोग करके संरचना में डंपिंग को मॉडल किया जा सकता है तो विस्कस डंपिंग में डंपिंग बल प्रणाली के वेग के समानुपाती होता है और डंपिंग गुणांक चुना जा सकता है ताकि विस्कस डंपिंर द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा संरचना में सभी ऊर्जा अपव्यय तंत्र द्वारा छितरी हुई ऊर्जा के बराबर हो तो अब हम कूलम्ब डैम्पिंग नामक विभिन्न प्रकार के डैम्पिंग सीखेंगे तो आइए देखें कि कूलम्ब डैम्पिंग कैसे काम करता है कूलम्ब डैम्पिंग में ऊर्जा अपव्यय दो फिसलने वाली सतहों के बीच घर्षण के कारण होता है तो जैसा कि यहां दिखाया गया है कूलम्ब डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन को मॉडल किया जा सकता है तो हमारे पास एक द्रव्यमान और कठोरता है और अवमंदन इस द्रव्यमान और इस सतह के बीच घर्षण के कारण होगा और सतह में घर्षण का गुणांक muµ के बराबर है इसलिए सतह में घर्षण बल muµ गुणा N के बराबर होता है जब N इन फिसलने वाली सतहों के बीच कार्य करने वाला सामान्य बल होता है इस घर्षण बल की दिशा बल की विपरीत दिशा के बराबर होगी F 𝜇 N इसलिए यदि द्रव्यमान इस दिशा में गतिमान है तो घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा और इस घर्षण बल का मान विस्कस अवमंदन के विपरीत वेग से स्वतंत्र होता है इसलिए गति शुरू होने के बाद बल का मान वेग से स्वतंत्र होता है और इस प्रकार के डंपिंग मॉडल तब लागू होते हैं जब संरचना में घर्षण डंपिंग डिवाइस स्थापित होते हैं अब हम इस कूलॉम अवमंदित मुक्त कंपन तंत्र की गति का समीकरण लिखते हैं तो मुक्त कंपन प्रणाली यह है तो हमारे पास इस दिशा में x धनात्मक है तो हमारे पास एक प्रत्यानयन बल kx है इस द्रव्यमान पर विपरीत दिशा में कार्य करेगा और एक जड़त्व बल भी विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो अब घर्षण बल की गणना करने के लिए यह इस द्रव्यमान की गति पर निर्भर करेगा इसलिए यदि इस द्रव्यमान की गति की दिशा बाईं ओर है तो हमारे पास इस दिशा में स्प्रिंग बल और जड़ता बल है भार नीचे की दिशा में कार्य करता है भार की सामान्य प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में कार्य करेगी ऊर्ध्वाधर दिशा जब गति इस दिशा में होगी तो घर्षण बल विपरीत दिशा में होगा तो अब हम x दिशा में बलों का योग कर सकते हैं तो हमारे पास जड़त्व बल और स्प्रिंग बल घर्षण बल के बराबर होगा तो mx डबल डॉट प्लस kx F के बराबर है जहाँ F घर्षण बल है जो सामान्य प्रतिक्रिया से गुणा किए गए घर्षण के गुणांक के बराबर है और इस प्रकार के अंतर समीकरण का समाधान A 1 cos ओमेगा n tcosωnt प्लस B 1 sin ओमेगा n t के बराबर होगा यह अनडम्प्ड प्रणाली की मुक्त कंपन प्रतिक्रिया और इस स्थिर बल के कारण प्रभाव है जो कि F बटा k है तो यह स्थिर विस्थापन के बराबर है यदि F बल है और k स्प्रिंग की कठोरता है तो यह स्थिर विस्थापन के बराबर है तो ओमेगा nωn जैसा कि हम जानते हैं कि यह k बटा m का वर्गमूल है तो अब देखते हैं कि गति का समीकरण कैसा दिखेगा जब द्रव्यमान विपरीत दिशा में अर्थात दाईं ओर बढ़ रहा है तो स्प्रिंग और जड़त्व बल अभी भी एक ही दिशा में कार्य कर रहे होंगे लेकिन जब द्रव्यमान इस दिशा में बढ़ रहा है तो बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो अब हमारे पास गति का अपना समीकरण है क्योंकि m x डबल डॉट जोड़ k x बराबर माइनस F है तो इस का समाधान A 2 cos ओमेगा n tcosωnt जमा B 2 sin ओमेगा n t sinωnt के रूप में लिखा जा सकता है जो वह मुक्त कंपन प्रतिक्रिया घटाव स्थिर प्रतिक्रिया है इस बल F के कारण को घटाती है यानी माइनस F बटा k है स्थिरांक A 1 B 1 A 2 B 2 की गणना प्रत्येक आधे चक्र पर प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके की जाती है क्योंकि इस स्थिति में द्रव्यमान एक आधे चक्र में एक दिशा में घूम रहा होगा और अगले आधे चक्र में गति की दिशा विपरीत होगी इसलिए इन A 1 B 1 और इन स्थिरांकों को प्रत्येक आधे चक्र पर प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करके मूल्यांकन करने की आवश्यकता है इसलिए प्रत्येक आधे चक्र पर इसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है इसलिए हमारे पास प्रत्येक आधे चक्र में एक अलग समाधान होगा तो अब हम एक कूलम्ब अवमंदित प्रणाली की इस मुक्त कंपन प्रतिक्रिया का समाधान देखते हैं तो हम प्रारंभिक स्थितियों को मानेंगे विस्थापन प्रारंभिक स्थिति x शून्य के बराबर है और हम मानते हैं कि प्रारंभिक वेग 0 के बराबर है इसलिए इस प्रारंभिक स्थिति का उपयोग करके हम इस निकाय की गतियों के समीकरण को हल करेंगे तो क्या होता है जब t 0 के बराबर होता है तो हम प्रारंभिक स्थिति जानते हैं इसलिए हम जानते हैं कि t 0 पर x का मान x शून्य के बराबर है और यह प्रारंभिक स्थिति है तो यहाँ द्रव्यमान को दाईं ओर विस्थापित किया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है x x0 तो प्रारंभिक स्थिति दाईं ओर विस्थापन थी इसलिए जब एक पिंड को दाईं ओर विस्थापित किया जाता है और इसे छोड़ दिया जाता है तो यह बाईं ओर गति करता है तो हमारा पहला आधा चक्र बाईं ओर गति करेगा तो आइए पहले आधे चक्र के लिए गति के समीकरण को हल करें अत पिंड की गति बाईं ओर है तो यह गति का समीकरण है जिस पर हमें विचार करना है mx डबल डॉट प्लस kx बल F के बराबर है तो समाधान यह है यह एक प्लस शब्द F बटा k के साथ है इसलिए यदि t 0 के लिएआप इसमें प्रारंभिक विस्थापन के मान को प्रतिस्थापित करते हैं हम पाएंगे कि x शून्य A 1 जमा F बटा k के बराबर cos ओमेगा n tcosωnt t बराबर 0 पर 1 है और sin Omega n tsinωnt 0 हो जाता है तो हम यह समीकरण प्राप्त करेंगे और इससे हम A 1 x शून्य घटा F बटा k के बराबर लिख सकते हैं इसी तरह हम इसे अवकल कर सकते हैं और प्रारंभिक वेग के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो कि 0 के बराबर है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें B 1 0 बराबर मिलेगा तो हमारे पास दोनों स्थिरांक A 1 और B 1 हैं अब हम पहले आधे चक्र में सिस्टम के लिए इस समाधान को लिख सकते हैं तो यह xशून्य माइनस F बटा k cos ओमेगा n t प्लस F बटा k होगा तो यह एक कोसाइन फ़ंक्शन है जिसका आयाम x शून्य माइनस F बटा k है और इसे सकारात्मक y दिशा में F बटा k द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और यह समाधान केवल पहले आधे चक्र में मान्य है अर्थात जब समय है 0 और प्राकृतिक अवधि के आधे के बीच वह है पाई बटा ओमेगा एन ωn और यह समाधान तभी मान्य है जब वेग 0 हो जाएगा तो इस पहले आधे चक्र के अंत में पिंड चरम बाईं स्थिति में पहुंच जाएगा और फिर वेग 0 के बराबर होगा तो यह समाधान तब तक मान्य है जो पहले आधे चक्र के दौरान है तो अब हम इस विस्थापन का मूल्य देखते हैं इस आधे चक्र के अंत में वह तब होता है जब समय पाई बटा ओमेगा n के बराबर होता है इसलिए यदि हम t बराबर T n बटा 2 या pi बटा ओमेगा n का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें x का मान माइनस x नॉट प्लस 2 F बटा k के रूप में प्राप्त होगा तो अब यह अगले आधे चक्र के लिए प्रारंभिक विस्थापन है और फिर t पर इस मान के बराबर है हमारे पास वेग 0 के बराबर होगा At t t Tn2 तो अगले आधे चक्र के लिए हमारे पास प्रारंभिक विस्थापन इसके बराबर होगा और प्रारंभिक वेग 0 के बराबर होगा और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है यह स्थान सबसे बाईं ओर है तो उसके बाद अगले आधे चक्र में पिंड दाहिनी ओर गति करेगा अतः इस स्थिति में वेग 0 है पहले आधे चक्र का समाधान इस तरह दिखता है यह एक कोज्या फलन है जिसका आयाम x शून्य ऋण F बटा k के बराबर है और यह कोसाइन फलन धनात्मक x दिशा की ओर F बटा k द्वारा स्थानांतरित किया जाता है तो पहले आधे चक्र की शुरुआत में वेग 0 था जो प्रारंभिक वेग है और पहले आधे चक्र के अंत में भी वेग 0 के बराबर है अब हम दूसरे आधे चक्र में समाधान देखते हैं तो दूसरे आधे चक्र में समय पाई बटा ओमेगा n और 2 पाई बटा ओमेगा n के बीच का समय है यह प्रणाली की प्राकृतिक अवधि है अत दूसरे अर्ध चक्र में गति की दिशा दायीं ओर होती है अत घर्षण बल बायीं ओर कार्य करेगा तो गति का समीकरण यह है और समाधान यह है ऋणात्मक F बटा k पद के साथ तो इस आधे चक्र के लिए प्रारंभिक विस्थापन t पाई बटा ओमेगा n पर विस्थापन के बराबर है जो कि पहले आधे चक्र से पता चला है तो वह था माइनस x नॉट प्लस 2 F बटा k के बराबर है इसलिए इसे इस समीकरण में प्रतिस्थापित करके हम A2 का मान परिकलित कर सकते हैं तो हम प्रारंभिक विस्थापन के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इसमें t के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और हम A2 के मान की गणना x शून्य माइनस 3 F बटा k के बराबर कर सकते हैं और यहाँ भी हम प्रारंभिक वेग का उपयोग करके पता लगा सकते हैं जो फिर से 0 के बराबर है हम पता लगा सकते हैं कि B2 0 है तो इस दूसरे आधे चक्र का कुल समाधान x शून्य घटा 3 F बटा k कॉस ओमेगा n t घटा F बटा k के बराबर है और यह केवल इस आधे चक्र में मान्य है और यह तभी मान्य है जब वेग 0 हो जाता है इसलिए जब t का मान 2 pi बटा ओमेगा n के बराबर होता है जो कि प्राकृतिक आवृत्ति है यानी जब दूसरा आधा चक्र समाप्त होता है तो उस बिंदु पर हमारे पास वेग 0 के बराबर होगा अब हम विस्थापन x का मान t बराबर Tn पर पाते हैं जो इस दूसरे आधे चक्र के अंत में है इसलिए यदि आप इस समीकरण में t बराबर T n प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें x t x शून्य घटा 4 F बटा k के बराबर मिलेगा तो पहले आधे चक्र के अंत में विस्थापन माइनस x नॉट प्लस 2 F बटा k था तो अब दूसरे चक्र के अंत में जो x शून्य माइनस 4 F बटा k के बराबर है और यह सबसे दाहिनी स्थिति है और अब आगे पिंड बाईं ओर चलना शुरू करेगा और यह अगले आधे चक्र की शुरुआत होगी तो इसी तरह हम अगले आधे चक्र के दौरान प्रतिक्रिया का पता लगा सकते हैं At t t Tn दूसरे आधे चक्र के लिए कूलम्ब अवमंदित प्रणाली का समाधान इस प्रकार व्यक्त किया जाता है x शून्य माइनस 3 F बटा k cos ओमेगा n t माइनस F बटा k तो दूसरे आधे चक्र के लिए समाधान यह है लाल वक्र तो पहले आधे कल्प में यह रेसपान्स था दूसरे हाफ में यह होता है जैसा कि आप इस वक्र में देख सकते हैं पहले आधे चक्र की शुरुआत में प्रतिक्रिया यह थी और एक पूर्ण चक्र में आयाम का क्षय होता है तो हम गणना कर सकते हैं कि यह क्षय कितना है और हम यह भी देख सकते हैं कि आधे चक्र के अंत में वेग जो इस वक्र का ढलान है 0 के बराबर है इसलिए प्रत्येक आधे चक्र के अंत में हमारे पास वेग 0 के बराबर होगा और विस्थापन का अधिकतम मूल्य होगा हमने 2 आधे चक्रों तक कूलम्ब अवमंदित मुक्त कंपन प्रणाली को हल किया है अब हम इसे तीसरे आधे चक्र के लिए हल करेंगे तो तीसरा आधा चक्र समय 2 पाई बटा ओमेगा n और 3 पाई बटा ओमेगा n के बीच है इसलिए हमने दूसरे आधे चक्र में प्रतिक्रिया की गणना की है और इसलिए हमने पाया है कि समय t पर विस्थापन प्रतिक्रिया 2 पाई बटा ओमेगा n के बराबर है इसलिए यह इस आधे चक्र के लिए प्रारंभिक विस्थापन होगा तो यह x शून्य माइनस 4 F बटा k के बराबर है और इस आधे चक्र में द्रव्यमान की गति की दिशा बाईं ओर होगी तो गति का समीकरण इस संबंध के अनुसार होगा m x डबल डॉट जोड़ k x बराबर F है और हमारे पास इस तरह का समाधान होगा साथ ही एक धनात्मक F बटा k पद होगा Initial displacement इसलिए इसमें प्रारंभिक विस्थापन मान को प्रतिस्थापित करते हुए जब t बराबर 2 pi बटा ओमेगा n हम A 1 के मान की गणना कर सकते हैं और यह x शून्य माइनस 5 F बटा k के बराबर होगा और यहां भी हम वेग के मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो 0 के बराबर है हम इसे अवकल कर सकते हैं और वेग का मूल्य को प्रतिस्थापित कर सकते 0 के बराबर है जो हमें B 1 का मान देगा और जो फिर से 0 के बराबर है तो यह तीसरे आधे चक्र में प्रणाली का समाधान है x शून्य का 5 F by k cos ओमेगा n t प्लस F बटा k और यह समाधान कुछ आयाम के साथ यह एक कोसाइन फ़ंक्शन है और इसे सकारात्मक x दिशा में F बटा k द्वारा स्थानांतरित किया गया है और समाधान केवल इस आधे चक्र में मान्य है जो कि तीसरा आधा चक्र है जब समय 2 पाई से ओमेगा एन और 3 पाई से ओमेगा एन के बीच होता है और समाधान केवल तब तक मान्य होता है जब तक कि अगली बार वेग 0 नहीं हो जाता इसका मतलब है वेग 0 है जब समय 3 पाई बटा ओमेगा एन के बराबर है तो उस समय तक यह समाधान मान्य है तो अब हम t 3 पाई बटा ओमेगा n पर विस्थापन का मान पाते हैं जो कि तीसरे आधे चक्र के अंत में है इसलिए यदि आप t pi बटा ओमेगा n के बराबर का मान प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें माइनस x नॉट प्लस 6 F बटा k मिलेगा तो पिछले आधे चक्र के अंत में यह x शून्य माइनस 4 F बटा k था तो तीसरे आधे चक्र के अंत में यह माइनस x नॉट प्लस 6 F बटा k है यह सबसे बाईं ओर की स्थिति है अतः तीसरे चक्र में पिंड बायीं ओर गति कर रहा था At t t 3Tn2 तो तीसरे आधे चक्र के अंत में यह सबसे बायीं स्थिति में है और फिर आगे यह दाईं ओर बढ़ता है तो यह चौथा आधा चक्र होगा इसलिए हम इस तरह समाधान जारी रख सकते हैं और अब तीसरे चक्र में समाधान देखते हैं तो पहले आधे कल्प में यही उपाय था यह दूसरा आधा चक्र है और अब यह तीसरा आधा चक्र है और समाधान x शून्य घटा 5 F बटा k cos ओमेगा n t जमा F बटा k के बराबर है तो यह प्रारंभिक विस्थापन 1 के लिए कूलम्ब अवमंदित मुक्त कंपन प्रणाली का समाधान है तो यह कई चक्र दिखाता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक चक्र में गति का क्षय होता है और एक चक्र में क्षय होता है हम गणना कर सकते हैं और यह 4 F बटा k के बराबर होगा इसलिए प्रत्येक चक्र में प्रतिक्रिया का आयाम 4 F बटा k से कम हो जाता है और जब विस्थापन प्रतिक्रिया F बटा k के मान से कम होती है यह स्थिर प्रतिक्रिया के बराबर है इसलिए जब विस्थापन प्रतिक्रिया F बटा के मान से कम होती है तो गति रुक जाती है तो जब आधाकल्प के आदि में अगर या आधाकल्प के अंत में यदि विस्थापन प्रतिक्रिया F बटा k से कम है तो गति पूरी तरह से रुक जाती है क्योंकि अगला आधा चक्र शुरू नहीं होगा इसलिए अगले आधे चक्र को आरंभ करने के लिए हमें एक विस्थापन प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है जो F बटा k से अधिक है इसलिए यदि यह F बटा k से कम है तो गति शुरू नहीं होगी इसलिए चलना बंद कर देता है दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि पिण्ड गति करना बंद कर देता है जब स्प्रिंग बल जो कि k गुणा x होता है घर्षण बल से कम होता है इसलिए पिण्ड की गति को जारी रखने के लिए हमें एक स्प्रिंग बल की आवश्यकता होती है जो घर्षण बल से अधिक होता है स्प्रिंग बल को घर्षण को दूर करना चाहिए तभी पिण्ड गति करेगा अतः हम कह सकते हैं कि यदि स्प्रिंग बल घर्षण बल से कम है तो वस्तु गति करना बंद कर देगी अब हम कूलम्ब अवमंदित मुक्त कंपन प्रणाली में एक उदाहरण समस्या का समाधान करेंगे तो वजन स्प्रिंग और घर्षण उपकरण से युक्त एक एसडीएफ प्रणाली को चित्र में दिखाया गया है तो आपके पास एक द्रव्यमान है और आपके पास एक कठोरता k के साथ एक स्प्रिंग है और हमारे पास एक घर्षण उपकरण है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है घर्षण बल भार के 10 प्रतिशत के रूप में दिया जाता है तो यह इस द्रव्यमान के वजन से 01 गुणा के बराबर होगा और सिस्टम की प्राकृतिक कंपन अवधि दी गई है और यह 025 सेकंड के बराबर है यदि सिस्टम को 2 इंच का प्रारंभिक विस्थापन दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है तो छह चक्रों के बाद विस्थापन का आयाम क्या होगा और सिस्टम कितने चक्रों में रुक जाएगा आइए अब हम इस समस्या का समाधान करें तो यह पहले ही दिया जा चुका है कि घर्षण बल सिस्टम के वजन के 10 प्रतिशत के बराबर है तो इसका मतलब है कि F 01 w के बराबर है w गुरुत्वाकर्षण त्वरण से गुणा द्रव्यमान के बराबर है और सिस्टम की प्राकृतिक अवधि भी दी गई है और यह 025 सेकंड के बराबर है तो हम F बटाk के मान की गणना कर सकते हैं तो F वजन से 01 गुणा है और k इस स्प्रिंग की कठोरता है कठोरता नहीं दी गई है लेकिन हमारे पास द्रव्यमान है हमारे पास वजन और प्राकृतिक आवृत्ति है तो हम इसे इस तरह से फिर से लिख सकते हैं 01 द्रव्यमान गुणा g बटा k के बराबर होगा और यह बराबर होगा हम जानते हैं कि m बटा k बराबर 1 बटा ओमेगा n वर्ग या ओमेगा n बराबर है मूल k बटा m का तो इस मान को प्रतिस्थापित करते हुए हम जानते हैं कि यह प्राकृतिक आवृत्ति वर्ग द्वारा विभाजित 01 गुणा g के बराबर है और यह परिपत्र प्राकृतिक आवृत्ति है हम प्राकृतिक अवधि को जानते हैं और हम प्राकृतिक अवधि का उपयोग करके परिपत्र प्राकृतिक आवृत्ति की गणना कर सकते हैं और ओमेगा n बराबर 2 पाई बटा T एन है इसलिए हम इसे स्थानापन्न कर सकते हैं अब हम इस समीकरण में सभी मान जानते हैं इसलिए हम F के मान की गणना 0061 इंच के रूप में कर सकते हैं तो हमने सिद्धांत में सीखा है कि प्रति चक्र कमी और विस्थापन का आयाम 4 F बटा k है तो F बटा k इतना है तो 4 F बटा k इस के बराबर है तो 4 F बटा k इस के बराबर है 0244 इंच गुणा के साथ तो अब हम पहले प्रश्न की गणना कर सकते हैं तो 6 चक्रों के बाद विस्थापन का आयाम हम जानते हैं कि प्रारंभिक विस्थापन में 2 इंच है तो प्रत्येक चक्र में इस राशि से आयाम का क्षय होगा तो 6 चक्रों के बाद आयाम 2 माइनस 6 गुना होगा तो 2 बटा 2 घटा 1464 0536 के बराबर है वह 6 चक्रों के बाद का आयाम है और अब यह पूछा जाता है कि कितने चक्रों में यह प्रणाली स्थिर हो जाएगी हमने अभी सीखा है कि सिस्टम तब तक कंपन करता रहेगा जब तक विस्थापन प्रतिक्रिया F बटा k से कम नहीं हो तो हम जानते हैं कि F बटा k 0061 है और प्रत्येक चक्र में विस्थापन प्रतिक्रिया 0244 इंच से घट जाएगी तो छह चक्रों के अंत में प्रतिक्रियाएँ 0536 इसलिए हम केवल दो और चक्रों में अनुमान लगा सकते हैं एक चक्र में क्षय 0244 है तो 2 चक्रों में यह 0488 होगा तो आइए हम 8 चक्रों के बाद विस्थापन आयाम की गणना करें तो 8 चक्रों के बाद विस्थापन का आयाम होगा विस्थापन आयाम 6 चक्रों के बाद घटाव एक चक्र में 2 गुना क्षय होता है तो 8वें चक्र के अंत में विस्थापन का आयाम 0048 इंच के बराबर है जो कि F बटा k के मान से कम है जो 0061 इंच के बराबर है तो इस अवस्था में अगले आधे चक्र में कोई गति नहीं होगी इसलिए गति 8 चक्र के बाद रुक जाती है तो इस तरह हम एक कूलम्ब अवमंदित मुक्त कंपन प्रणाली की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कर सकते हैं